कल्चर ग्रोथ पर इस व्याख्यान में आपका स्वागत है इसे लोकप्रिय रूप से सेल ग्रोथ के रूप में जाना जाता है और यह वास्तव में सेल्स या कल्चर की आबादी के ग्रोथ का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए इन टर्म्स का इस्तेमाल परस्पर किया जाएगा सेल ग्रोथ एक बहुत ही सामान्य शब्द है बल्कि भ्रामक है क्योंकि हम यहां किसी एकल सेल के विकास को नहीं देख रहे हैं आप पहले से ही पिछले व्याख्यानों से जानते हैं कि सेल कोशिका चक्र से गुजरता है जिसके दौरान उसका आकार बदल जाता है कोशिका चक्र के माध्यम से इसकी मात्रा और अन्य चीजें बदल जाती हैं और इसलिए आप शायद इसे हमारे दृष्टिकोण से किसी प्रकार की वृद्धि के रूप में देख सकते हैं लेकिन यह वह नहीं है जिसके बारे में हम इस विशेष व्याख्यान में बात करने जा रहे हैं इसे सेल ग्रोथ के रूप में जाना जाता है लेकिन वास्तव में इसका मतलब है सेल्स के आबादी की ग्रोथ या कल्चर की ग्रोथ हमारे कहने का मतलब वास्तव में यह है एक एकल कोशिका दो डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाती है यह या तो माइटोसिस है सभी सोमैट्इक कोशिकाएं का जो दो डॉटर सेल्स का उत्पादन करते हैं या मइओसिस जर्म सेल्स के जो दो युग्मकों का उत्पादन करते हैं हम हम जनसंख्या वृद्धि को समझने के लिए स्वयं को सोमैट्इक कोशिकाएं तक सीमित करते हैं और आमतौर पर इसका उपयोग उत्पादन के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से किया जाता है और इसलिए आइए हम दो कोशिकाओं को देने वाली एक कोशिका के माइटोसिस को देखें और उनमें से प्रत्येक दो कोशिकाएं और इसी तरह आगे यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम इस विशेष व्याख्यान में रुचि रखते हैं सेल नंबर या किसी दिए गए वॉल्यूम में सेल द्रव्यमान सही जो कि हम आम तौर पर इसमें रुचि रखते हैं सेल नंबर किसी दिए गए वॉल्यूम में कोशिकाओं की संख्या या इसके विपरीत सेल द्रव्यमान या वैकल्पिक रूप से दिए गए वॉल्यूम में सेल द्रव्यमान इस गुणन प्रक्रिया के कारण समय में मात्रा बढ़ जाती है दूसरे शब्दों में सेल नंबर कान्सन्ट्रेशन या सेल मास कॉन्सन्ट्रेशन समय के साथ बढ़ जाती है जब आप इसे वॉल्यूम के संबंध में सामान्य करते हैं तो हम इसे आमतौर पर कॉन्सन्ट्रेशन कहते हैं सेल नंबर कॉन्सन्ट्रेशन या सेल मास कॉन्सन्ट्रेशन समय के साथ बढ़ता है और यह जानने के लिए कि एक सटीक फैशन में कैसे बढ़ता है महत्वपूर्ण है दूसरे शब्दों में क्वॉन्टिफ़िकेशॅन महत्वपूर्ण है जीव विज्ञान में भी क्वॉन्टिफ़िकेशॅन महत्वपूर्ण है अधिक से अधिक यह आजकल क्लासिकल जीवविज्ञानी द्वारा भी अधिक से अधिक महसूस किया जा रहा है मैं आपको यह समझने के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण दूंगा कि क्वांटिफिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है मान लीजिए आप एक डिश बना रहे हैं एक डिश पका रहे हैं ठीक है हमेशा एक नुस्खा होता है जिसका हम औसत लोग अनुसरण करते हैं हम नहीं हैं मान लेते हैं कि हम महान रसोइये नहीं हैं जिनके पास खाना बनाने के लिए एक अंतर्निहित भावना है और इसलिए उन्हें इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं है वह उनके अंदर है हम कहते हैं कि हम औसत लोग हैं हम एक व्यंजन पकाने के लिए एक नुस्खा का पालन कर रहे हैं यदि यदि नुस्खा कहता है कि आप चावल डालते हैं आप दूध डालते हैं आप चीनी डालते हैं और इसी तरह आगे भी हम पूरी तरह से खो जाएंगे है ना हमें जानने की जरूरत है ठीक है हम इसे थोड़ा और विशिष्ट बनाते हैं हम कहते हैं कि हम एक कप चाय बना रहे हैं अगर यह कहता है कि पानी उबालें तो आप कितना पानी उबालें यदि यह कहता है कि चाय की पत्ती या चाय डस्ट डालें तो आप कितनी चाय डस्ट डालते हैं क्या आप एक कप चाय बनाने के लिए एक पूरा डिब्बा मिलाते हैं ये सब बहुत सामान्य प्रश्न हैं जो चाय बनाते समय भी आते हैं है ना आपको यह जानने की आवश्यकता है कि हम कहते हैं एक कप पानी फिर आप जोड़ते हैं हम कहते हैं एक चम्मच चाय पाउडर और यदि आप इसमें कोई मसाला मिला रहे हैं तो यह लगभग एक चौथाई चम्मच हो सकता है इसलिए हर एक चीज के लिए एक निश्चित उपाय की आवश्यकता होती है हमारे लिए सफलतापूर्वक एक व्यंजन बनाने के लिए ठीक है तो क्वांटिफिकेशन एक गिलास पानी एक चम्मच चाय की पत्ती और चौथाई चम्मच चाय मसाला वगैरह वगैरह डिश को सही बनाने के लिए बहुत जरूरी पहलू हैं और इसलिए कई अलग अलग चीजों में क्वांटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है खासकर यदि आप चीजों को रिप्रोड्यूसिबली करना चाहते हैं जीव विज्ञान में भी यह पहलू अधिक से अधिक महत्व प्राप्त कर रहा है और यहां हम देखते हैं कि इस जनसंख्या वृद्धि प्रक्रिया सेल विकास को कैसे क्वान्टफाइ किया जाए गतिशील प्रणालियों के लिए गतिशील मतलब जो समय के साथ बदलते हैं जैविक प्रणाली गतिशील प्रणाली हैं जिनमें सेल शामिल हैं वे हर समय समय के साथ बदलते हैं वे जीवन से गुजरते हैं है ना इसलिए वे समय के हर एक बिंदु पर परिवर्तन के अधीन हैं समय दर क्वांटिफिकेशन के लिए उपयोग करने के लिए सुविधाजनक है यह कुछ ऐसा है जिसे बहुत अधिक महसूस नहीं किया गया है और मुझे लगता है कि जीव विज्ञान में पहले पाठ्यक्रम के दौरान इसे प्रस्तुत करना सबसे अच्छा है की समय की दरें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मेरा मतलब है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है यह है इससे वॉल्यूम में मेसज़ से निपटने और इससे आगे का कोई मतलब नहीं है जब हम एक गतिशील प्रणाली को क्वान्टफाइ करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि एक सेल केवल दर समय दर हमें उन पहलुओं के आसान उत्तर प्रदान करेगी जिनमें हम आम तौर पर रुचि रखते हैं खासकर जब हम विभिन्न अलग अलग छोरों के लिए जैविक प्रणालियों का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं साथ ही साथ जैविक प्रणालियों को मात्रात्मक रूप से समझते हैं ताकि बाद में रिप्रोड्यूसिबली इसका इस्तेमाल किया जा सके इसे समझने के लिए मुझे बहुत मूल बातों पर शुरू करना चाहिए और ताकि हम सभी एक ही स्तर पर हों हर कोई जरूरत समझता है और हर कोई उस पर एक निश्चित विचार करें हम कहते हैं कि हम एक पानी की टंकी भर रहे हैं पानी की टंकियाँ गर्मियों में चेन्नई में काफी आम हैं वे पानी की कमी होने पर उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं विशिष्ट वॉल्यूम या मुझे एक औसत कहने दें एक औसत वॉल्यूम लगभग बारह हज़ार लीटर है ये एक तरह के पुराने टैंकर थे बारह हजार लीटर आजकल आपके पास आकार के आधार पर आठ हजार लीटर या सोलह हजार लीटर हैं बारह हजार कहीं बीच में है इसलिए मैंने इसे हमारे रिप्रज़िन्टेशन के लिए चुना है यहां वॉल्यूम बारह हजार लीटर है तो द्रव्यमान क्या है आप जानते हैं कि पानी का घनत्व एक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूबिड एक एक ग्राम प्रति मिलीलीटर या दस पावर तीन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूबिक ठीक है इसलिए यदि आप बारह हजार लीटर के साथ काम कर रहे हैं तो यह बारह मीटर क्यूबिक है ठीक है और इसलिए द्रव्यमान वॉल्यूम into घनत्व है जो बारह हजार किलोग्राम होगा यह उन लोगों के लिए सीधा है जिनके पास भौतिक विज्ञान गणित आदि में कुछ पृष्ठभूमि है अब हम प्रश्न पूछते हैं कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा और हम उस समय को t बोलते हैं इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा यह आसानी से उत्तर दिया जा सकता है अगर हम टैंक में पानी की इनपुट दर को जानते हैं यदि इनपुट दर दस किलोग्राम प्रति सेकंड हो जाती है तो लिया गया समय हजार दो सौ सेकंड या बीस मिनट होगा यदि इनपुट दर बीस किलोग्राम प्रति सेकंड है तो लिया गया समय छह सौ सेकंड या दस मिनट होगा यदि इनपुट दर पचास किलोग्राम प्रति सेकंड है तो इनपुट टैंक भरने के लिए समय 240 सेकंड होगा या चार मिनट ठीक है दूसरे शब्दों में अगर हम पानी के इनपुट की दर को जानते हैं तो समय और कुछ नहीं बल्कि द्रव्यमान दर से विभाजित कुल द्रव्यमान है यह बहुत सीधा हो जाता है आगे की चर्चा के लिए हम इस समय या इस दर का चयन करते हैं बीस किलोग्राम प्रति सेकंड दस मिनट सामान्य समय है जो यहां टैंकरों को भरने में लगता है इसलिए आगे की चर्चा के लिए हम यही चुनने जा रहे हैं याद रखें इनपुट दर बीस किलोग्राम प्रति सेकंड है अब हम चीजों को थोड़ा जटिल करते हैं पहला सीधा है उसे जवाब देने के लिए वास्तव में एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं थी केवल एक चीज यह है कि यदि आप उस व्यू दर व्यू को जानते थे तो यह बहुत ही सीधा उत्तर था अन्यथा भी आप किसी गोल चक्कर के माध्यम से उस उत्तर में आ जाते अब हम उस प्रश्न को जटिल करते हैं जो हम पूछ रहे हैं या जिस स्थिति में हम हैं मान लीजिए टैंकर में एक छेद है जो पांच किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से पानी को ऊज़ करता है अब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा अगर हमें ऐसे सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है अगर हम बड़े पैमाने पर मॉस वॉल्यूम को देखना शुरू करते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है ठीक है आप कोशिश कर सकते हैं बहुत से लोग ऐसा करते हैं यहां तक कि इंजीनियर जो मेटेरियल संतुलन के पाठ्यक्रमों से गुजरे हैं वे इसे आंतरिक नहीं करते हैं दर की अवधारणा को इंटेरनलिज़ नहीं करते हैं और इस तरह की सहजता से द्रव्यमान और मात्रा में पहुंच जाते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हैं और भ्रमित होते हैं जबकि यदि आप असल दर को जानते हैं यानी इनपुट की दर माइनस आउटपुट की दर तो पानी बीस किलोग्राम प्रति सेकंड पर आ रहा है पांच किलोग्राम प्रति सेकंड से बाहर जा रहा है इसलिए असल दर पंद्रह किलोग्राम प्रति सेकंड है और यह टाइम खोजने के लिए एक स्टेप जवाब है यह असल दर से द्रव्यमान है 15 किग्रा सेकेंड से 12000 किलोग्राम यानी 800 s या 133 मिनट इसलिए यदि आप दर जानते हैं यदि आप दर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह उस तरह की जानकारी का एक कदम है जिसमें हम इंजीनियर या क्वांटिफायर रुचि रखते हैं जीवविज्ञान अलग नहीं है आइए हम आगे भी चीजों को जटिल बनाते हैं अब मान लीजिए कि रिसाव के अलावा टैंक के अंदर कुछ तंत्र है जो एक किलोग्राम प्रति सेकंड पर पानी को जनरेट कर रहा है ठीक है काल्पनिक लेकिन हम इस पर विचार करें टैंक के अंदर कुछ प्रतिक्रिया जो पानी जनरेट कर रही है और कुछ अन्य प्रतिक्रिया जिसमें पानी का उपयोग टैंक के अंदर 025 किग्राएस 025 kgs की दर से किया जाता है और वे सभी एक साथ होते हैं ठीक है जो आमतौर पर किसी भी सहज प्रकार के लिए किलर है द्रव्यमान और मात्रा के साथ एक दृष्टिकोण ठीक है ये सभी प्रक्रियाएँ एक साथ होती हैं इसमें पानी भरना होता है छिद्र के माध्यम से पानी बाहर निकलता है वहाँ पानी उत्पन्न होता है और वहाँ पानी की खपत होती है ठीक है और ये सब एक साथ घटित हो रहे हैं यदि यह मामला है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा और यह बहुत सीधा हो जाता है मेरा मतलब है कि यदि आप द्रव्यमान लेते हैं और यदि आप द्रव्यमान और आयतन के बारे में सोचते रहते हैं और इसी तरह आगे आपका ऐसा करने के लिए स्वागत हैं लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि आप शायद कभी भी उत्तर पर नहीं पहुंचेंगे जबकि यदि आप दर मार्ग लेते हैं तो असल दर और कुछ नहीं इनपुट की दर माइनस आउटपुट की दर प्लस उत्पादन की दर माइनस खपत की दर है ठीक है ऐसे पंद्रह पॉइंट सात पांच किलोग्राम प्रति सेकंड होता है बीस इनपुट है पांच आउटपुट है एक जनरेशन है और 025 खपत है सभी दरें जो असल दर के रूप में 1575 किलोग्राम प्रति सेकंड निकलती है अब यदि यह असल दर है तो यह वह दर है जिस पर टैंक के अंदर पानी जमा होना चाहिए है ना या दूसरे शब्दों में टैंक के अंदर समय के साथ पानी के द्रव्यमान के परिवर्तन की दर और हम टैंक को हमारे सिस्टम के रूप में कहने जा रहे हैं आप में से कुछ लोग इस शब्द प्रणाली से परिचित होंगे कुछ ऐसा जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और हम हम टैंक को अपना सिस्टम मान रहे हैं यह मामला है यह एक सीधी एक स्टेप गणना है कुल द्रव्यमान है द्रव्यमान जो यह पकड़ सकता है बारह हजार दर असल दर जिस पर यह भर रहा है 1575 और इसलिए समय जो लेगा 120001575 है जो कि 7619 s है जो कि 127 मिनट है तो उपयोगिता की दृष्टि से दर एक मूलभूत पैरामीटर है अधिकांश इंजीनियरिंग गणनाओं में और यह एक ऐसी चीज है जिसे इन्टरनॅलिज करने की आवश्यकता है यह सभी गतिशील प्रणालियों सेल जैविक प्रणालियों या सभी गतिशील प्रणालियों के लिए सही है इसलिए हमें होने वाली चीजों की दरों वहां होने वाली प्रक्रियाओं की दरों पर गौर करने की जरूरत है हमारे लिए इस सेल के साथ कुछ भी करने के लिए सार्थक मात्रा में क्वांटिफाय होने के लिए ठीक है यह मैं आप सभी को आंतरिक करना चाहूंगा क्योंकि यह किसी भी सार्थक विश्लेषण के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि बहुत सारे अनुभव के बाद भी इस विशेष अवधारणा को आंतरिक नहीं किया है अब जनसंख्या या कल्चर कल्चर वृद्धि को क्वान्टफाइ करने के लिए हम एक ग्रोथ रेट नाम की चीज का उपयोग करने जा रहे हैं जिसे rx के रूप में दर्शाया जाता है rx कुछ नहीं बल्कि समय की दर है जिस पर सेल कान्सन्ट्रेशन बढ़ती है ठीक है सेल देखें सेल कान्सन्ट्रेशन की बात करना समझ में आता है क्योंकि चाहे आपके पास एक लीटर सिस्टम है या आपके पास 10000 L सिस्टम है इस कान्सन्ट्रेशन को आसानी से एक ही माना जा सकता है या इसे बढ़ाया जा सकता है इन दो प्रणालियों के बीच के बराबर माना जा सकता है यदि आप एक लीटर में कुल कोशिकाओं को देख रहे हैं तो यह कुछ होगा दस हजार लीटर में यह दस हजार गुना होगा ठीक है तो यह एक तरह से स्केलेबल नहीं है यही कारण है कि हम वॉल्यूम के संबंध में सेल नंबर या सेल द्रव्यमान को सामान्य करते हैं हम उसे सेल कान्सन्ट्रेशन कहते हैं जो स्कैल्ज़ के आर पार समान रहता है यह स्केलेबल है कुछ उद्देश्यों के लिए यहां तक कि सेल कान्सन्ट्रेशन भी एक समस्या बन जाती है हम इसे देखेंगे यदि हमारी आवश्यकता होगी हमारा पहला सन्निकटन कई उपयोगी स्थितियों में अच्छी तरह से काम करता है खासकर जब आपके पास एकल कोशिकाएं होती हैं तो यह है कि विकास उस समय सेल कान्सन्ट्रेशन के सीधे आनुपातिक होता है दूसरे शब्दों में विकास की दर विकास दर उस समय सेल कान्सन्ट्रेशन के सीधे आनुपातिक होता है और यह स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर प्रतिनिधित्व के अलावा और कुछ नहीं है दर कान्सन्ट्रेशन के आनुपातिक है ठीक हैब्रॉथ के लिए और आनुपातिकता का कांस्टेंट हम इसे म्यू कहते हैं इसे आमतौर पर म्यू के रूप में दर्शाया जाता है जहां म्यू को विशिष्ट विकास दर'specific growth rate' कहा जाता है ठीक है यदि आप इसे इस तरह से देखना चाहते हैं तो यह सेल कान्सन्ट्रेशन 'rx by x' के संबंध में विकास दर है इसलिए सेल कान्सन्ट्रेशन के संबंध में इसे सामान्य किया गया है इसलिए यह विशिष्ट हो जाता है और इसलिए इसे विशिष्ट विकास दर कहा जाता है मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता हूं जो विश्लेषण के लिए उपयोगी होगा मैं सिर्फ इसका उल्लेख करूंगा और फिर इसे वहां छोड़ दूंगा हो सकता है कि हम इसके एक पहलू का उपयोग करें यह एक बहुत ही सामान्य सिद्धांत है यह द्रव्यमान संतुलन या मेटेरियल संतुलन का एक सिद्धांत है जैसा कि आपने द्रव्यमान के संरक्षण के कानून के आधार पर यह अनुमान लगाया होगा जो अनिवार्य रूप से कहता है कि कुल द्रव्यमान एक स्थिर है या एक प्रजाति का द्रव्यमान एक स्थिर है जब तक कि हम न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं से निपटते नहीं हैं या प्रकाश के करीब गति पर ट्रैवल नहीं करते हैं मेरा मतलब है एक निश्चित रूप में कुल प्रजातियां एक स्थिरांक के रूप में हम कुल द्रव्यमान को देखते हैं जो एक स्थिरांक है जब तक हम न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं से नहीं निपटते हैं जहां द्रव्यमान से ऊर्जा रूपांतरण होता है या अगर हम प्रकाश के करीब गति पर ट्रैवल नहीं करते हैं वहां मॉस डाइलेशन है इसलिए हम विचार नहीं करेंगे जब तक हम इन चीजों से निपट नहीं रहे हैं हम अपने उद्देश्यों के लिए इन चीजों से निपटने में बहुत सहज नहीं हैं फिर यदि हम अपना ध्यान किसी ऐसी चीज पर केंद्रित करते हैं जो इन बिंदुओं द्वारा दर्शाई गई है तो यह कुछ भी हो सकती है यह एक बायोरिएक्टर हो सकता है या यह पूरी इमारत हो सकती है यह एक पूरा शहर और इतने पर और आगे हो सकता है सब यह कहता है कि हम उस विशेष मात्रा पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं इसके इनपुट्स हैं इसमें से आउटपुट स्ट्रीम हैं और इसलिए यदि हम किसी प्रजाति के द्रव्यमान को फॉलो करते हैं हम यहाँ एक प्रजाति देख रहे हैं यहाँ कुल द्रव्यमान नहीं एक प्रजाति का द्रव्यमान केवल निम्नलिखित प्रजातियों के लिए ही हो सकता है आप इसके बारे में सोच सकते हैं जो भी आप चाहते हैं अगर आप किसी और चीज के साथ आ सकते हैं तो कृपया मुझे बताएं आप एक प्रतिभाशाली होंगे मेरा मतलब है देखें कि क्या आप किसी और चीज के साथ आ सकते हैं यह प्रजाति सिस्टम में इनपुट है rin की दर से हो सकती है प्रजाति rout की दर से सिस्टम से आउटपुट है प्रजाति को rcon की दर पर सिस्टम में खपत किया जाता है और सिस्टम में rgen की दर से प्रजातियां उत्पन्न होती हैं ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं कृपया इसे कन्सूम्ड con के रूप में लिखें और यह उत्पन्न होता है इसलिए असल दर इनपुट की दर माइनस आउटपुट की दर प्लस उत्पादन की दर माइनस खपत की दर उस विशेष प्रजाति की है असल दर वह दर है जिस पर प्रजाति का द्रव्यमान सिस्टम में जमा हो जाता है और हम इसे ddt of m द्वारा दर्शाते हैं ठीक है यह एक संचित द्रव्यमान है और अगर प्रजातियां कोशिकाएं x होती हैं तो कोशिकाओं का इनपुट की दर माइनस सेल द्रव्यमान का आउटपुट की दर द्रव्यमान के मामले में प्लस सेल्स का उत्पादन की दर माइनस सेल्स के खपत की दर कोशिका द्रव्यमान के संचय की दर के बराबर होता है याद रखें हम इन सभी मामलों में मास दरों के साथ काम कर रहे हैं सांद्रता नहीं उद्योग में बैच संचालन बहुत आम है एक बैच संचालन का मतलब है कि यह एक बायोरिएक्टर का प्रतिनिधित्व है आपके पास एक वेसल है आपके पास एक उच्च नियंत्रित वेसल है विशिष्ट वेसल है आपके पास यहां कोशिकाओं के साथ एक ब्रॉथ है आपके पास कोशिकाओं को सस्पेन्शन में रखने के लिए एक स्टरर है और अन्य साधनों के लिए आपके पास यहां विभिन्न प्रोब हैं संभवतया पीएच प्रोब तापमान प्रोब और कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए यहां एक एयर इनलेट हो सकता है यह एक विशिष्ट स्टर्ड रिएक्टर है स्टर्ड बायोरिएक्टर बायोरिएक्टर का बैच ऑपरेशन कुछ इस तरह है हम अंदर सब कुछ डंप करते हैं ठीक है मीडियम कोशिकाओं और इसी तरह आगे और आगे और समय शून्य पर ऑपरेशन शुरू होता है जब हमने यहां सब कुछ डंप कर दिया है फिर प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करें फिर सब कुछ बाहर डंप करें और आगे की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें इस तरह के ऑपरेशन में बल्कि ऐसे ऑपरेशन को बैच ऑपरेशन कहा जाता है अन्य प्रकार के ऑपरेशन हैं हम उसमें नहीं जाएंगे और बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं इस तरह से होती हैं विशेष रूप से जैविक और दवा उद्योगों में ठीक है एक जैविक या दवा उद्योग का वर्कहॉर्स अभी भी एक बैच ऑपरेशन है क्योंकि यह अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में आसान हैविभिन्न बाधाओं को देखते हुए तो हम बैच ऑपरेशन में बैच विकास बैच कल्चर में वृद्धि पर विचार करने जा रहे हैं यदि हम समय के साथ सेल कान्सन्ट्रेशन को प्लॉट करते हैं जिस तरह से सेल कान्सन्ट्रेशन एक बैच में ग्रोथ के दौरान समय के साथ बदलती है अर्थात् हमने सभी कोशिकाओं को डंप किया है और मीडियम प्रदान किया है इस प्रक्रिया को तेज करते हुए और हम निगरानी कर रहे हैं कि कैसे सेल कान्सन्ट्रेशन समय के साथ बदलता रहता है भिन्नता आमतौर पर इस तरह होती है आपके पास एक निश्चित समय होता है जब सेल कान्सन्ट्रेशन में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है एक निश्चित समय के बाद सेल कान्सन्ट्रेशन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होती है और फिर यह एक प्रकार का चपटा होता है सेल कान्सन्ट्रेशन में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है जब यह अपनी अधिकतम मूल्य तक पहुंच जाता है जिस अवधि के दौरान प्रारंभिक अवधि जिसके दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है सेल कान्सन्ट्रेशन में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है इसे लैग चरण'lag phase' कहा जाता है जिस अवधि में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होती है उसे लॉग चरण"log phase' कहा जाता है और बाद के चरण में जहां यह धीरे धीरे कम हो जाता है उसे 'स्टेशनरी चरण"stationary phase' कहा जाता है वैसे यह एक विशिष्ट बैच वृद्धि वक्र है आप इसे हमेशा नहीं पा सकते हैं स्थिति के आधार पर लॉग चरण इनाक्यलेशन के तुरंत बाद शुरू हो सकता है या लैग चरण में बहुत लंबा समय लग सकता है और फिर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और फिर स्थिर चरण तक पहुंच जाता है और इसी तरह आगे और आगे ठीक है विषय के लिए भिन्नताएं हैं यह एक विशिष्ट विषय है और जब यह एक निश्चित चरण में पहुंच गया है यदि आप कुल सेल कान्सन्ट्रेशन को फॉलो कर रहे हैं तो यह संभवतः स्टेशन रहेगा एक बड़ी अवधि के लिए समान रहेगा और फिर शायद स्थिति के आधार पर नीचे चला जाएगा जबकि यदि आप वाइअबल सेल एकाग्रता का पालन कर रहे हैं तो यह उसी लैग चरण लॉग चरण स्टेशनरी चरण से गुजरने वाला है और फिर वाइअबल सेल एकाग्रता में कमी होगी अब हम बायोरिएक्टर ब्रॉथ में कोशिकाओं पर एक मास बैलेंस करते हैं एक बायोरिएक्टर ब्रॉथ वह है जो आप एक सिस्टम के रूप में विचार करने जा रहे हैं बायोरिएक्टर ब्रॉथ इसके अलावा और कुछ नहीं है है ना यह वही है जो हम अपने सिस्टम के रूप में लेने जा रहे हैं यह वही है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं यही वह है जिस पर हम अपना ध्यान फोकस करने जा रहे हैं यदि हम ऐसा करते हैं तो मूल मेटेरियल बैलेंस समीकरण इस समीकरण को बिना देखे लिखा जा सकता है हम कोशिकाओं का अनुसरण कर रहे हैं इसलिए कोशिकाओं के इनपुट की दर माइनस सेल्स के आउटपुट की दर प्लस सेल्स के उत्पादन की दर माइनस सेल्स के खपत की दर ब्रॉथ में सेल्स के संचय की दर के बराबर होती है चूँकि यह एक बैच सिस्टम है और हम अब केवल विकास पर विचार करने जा रहे हैं आइए हम डेथ प्रॉसेस पर विचार नहीं करते हैं और इसी तरह आगे और आगे हम यहाँ कहीं तक विचार करेंगे कोई इनपुट नहीं है क्योंकि बैच ऑपरेशन जैसा कि मैंने कहा था हम सब कुछ डंप करते हैं और सब कुछ अंदर होने के बाद समय शुरू करते हैं ठीक है इसलिए इस प्रणाली में कोई इनपुट स्ट्रीम नहीं है जिस पर हम विचार कर रहे हैं इसी तरह कोई आउटपुट स्ट्रीम नहीं है प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम सब कुछ लेते हैं और आगे की प्रक्रिया के लिए जाते हैं और हमारी रुचि की अवधि अब वह समय है जब शुरू में सब कुछ अंदर डंप किया था से अंत तक जब सब कुछ निकाल लिए गया था इसलिए उस समय के दौरान कोई नहीं है कोई इनपुट नहीं हैं कोई आउटपुट नहीं हैं और इसलिए कोशिकाओं के इनपुट और आउटपुट की दरें शून्य हैं सेल्स की खपत की दर भी शून्य है क्योंकि सेल्स कुछ साधनों से उपभोग नहीं हो रहे हैं वे केवल उत्पन्न हो रहे हैं यह मामला है फिर यह यह और यह शून्य पर जाता है rg एकमात्र शब्द है जो रहता है और rg dmdt हम द्रव्यमान को कुछ नहीं बस कंसंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम लिख सकते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन कुछ और नहीं बल्कि द्रव्यमान प्रति वॉल्यूम है ना तो कंसंट्रेशन x के रूप में दिया जाता है x ब्रॉथ वॉल्यूम में यह आपको कोशिकाओं का द्रव्यमान देता है xV का ddt rg होता है एक बैच के मामले में ब्रॉथ वॉल्यूम स्थिर रहता है और इसलिए इसे यहां व्युत्पन्न से बाहर निकाला जा सकता है और आपको V dxdt मिलता है यदि rx एक वॉल्यूम के आधार पर दर है जो यह आमतौर पर है तो हमें rxV rg लिखना होगा rg याद रखें मॉस पैमाने पर है है ना यह मॉस प्रति समय है जबकि rx सेल कंसंट्रेशन प्रति समय है तो सेल कंसंट्रेशन को सेल द्रव्यमान में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है जिसे वॉल्यूम से गुणा करके किया जा सकता है rxV rg V dxdt या rx dxdt विकास दर के लिए सबसे आम मॉडल जो हमने पहले ही देखा है वह rx µx है इसलिए यदि आप rx µx को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें µx dx dt मिलता है हम dx dt µx के रूप में लिखते हैं और 1 x dxdt µ यह देखना आसान है कि इसे विशिष्ट विकास दर क्यों कहा जाता है यह हम पहले भी देख चुके हैं जहां rx के अधिक सामान्य प्रतिनिधित्व में भी इस मॉडल का उपयोग बैच ग्रोथ का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है लेकिन केवल भागों में लैग् चरण लॉग चरण स्टेशनरी चरण वह है जो हमने एक विशिष्ट बैच विकास में देखा था लैग् चरण में समय के साथ सेल कंसंट्रेशन में कोई वृद्धि नहीं होती है इसलिए विशिष्ट विकास दर शून्य है लॉग चरण में यह आपको विशिष्ट विकास दर के स्थिर होने के तुरंत बाद दिखाई देगा और स्टेशनरी चरण में फिर से विशिष्ट विकास दर शून्य है क्योंकि समय के साथ सेल कंसंट्रेशन में कोई वृद्धि नहीं होती है विकास के विभिन्न चरणों में यह फ़ेज़ विशिष्ट विकास दर और यह फ़ेज़ मैक्स्इमॅम होता है और इसलिए इसे मैक्स्इमॅम भी कहा जाता है यहाँ की वृद्धि दर यहाँ की विशिष्ट विकास दर को भी मैक्स्इमॅम विशिष्ट विकास दर कहा जाता है एक बैच में ठीक है यह एक और शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है और आमतौर पर यह यहां एक स्थिर है लेकिन यह मॉडल वर्णन नहीं करता है कि भिन्नता होने पर यहां क्या हो रहा है यह वर्णन नहीं करता है कि यहां क्या चल रहा है और इसी तरह और आगे भी इसलिए यह बीच में चरणों का वर्णन नहीं करता है ठीक है इसे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है लेकिन शायद हमें इसकी जरूरत नहीं है ठीक है यह सब जरूरत पर निर्भर है इसलिए हम इसके रेप्रज़ेन्टैशन की सीमाओं को समझेंगे और इसे उचित रूप से उपयोग करेंगे दूसरे शब्दों में हम इसका उपयोग यहाँ होने वाली चीज़ों और यहाँ होने वाले परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं कर सकते हैं शुरू करते हैं या हम लॉग चरण पर विचार करते हैं जहां µ एक कांस्टेंट है और हम dx dt µx लिख सकते हैं यदि हम इस first order differential equation को हल करते हैं तो प्रारंभिक स्थिति के साथ कि समय t 0 पर लॉग चरण की शुरुआत सेल कॉन्सन्ट्रेशन x0 है ठीक है यह बैच की शुरुआत नहीं है यह लॉग चरण टाइम t0 की शुरुआत है और सेल कॉन्सन्ट्रेशन उस समय x0 है यदि हम ऐसा करते हैं और हम इस dx x µdt को हल करेंगे दोनों पक्षों को एकीकृत करते हुए हम ln x µt c प्राप्त करते हैं इस कांस्टेंट का मूल्यांकन हमारी प्रारंभिक स्थिति का उपयोग करके किया जा सकता है कि t t0 x 0 हम उस lnx0 µt0 c को प्रतिस्थापित करते हैं और इसलिए सॉल्यूशन lnxx0 µ या x x0 e µt - to हो जाता है और यही कारण है कि इसे लघुगणक वृद्धि चरण या घातीय वृद्धि चरण कहा जाता है इस रूप में लघुगणक इस रूप में घातीय और यही कारण है कि इसे ऐसा कहा जाता है इस समीकरण को सीधे एक निश्चित प्रारंभिक सेल कॉन्सन्ट्रेशन से शुरू होने वाले वांछित सेल कॉन्सन्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजाइन पहलू है हम जानना चाहेंगे कि अधिकतम सेल कॉन्सन्ट्रेशन क्या है जिस तक पहुंचने की आवश्यकता है आपको कितने समय के लिए बायोरिएक्टर को संचालित करने की आवश्यकता है ताकि आगे और आगे संभवतः हो सके और अगर हम विशिष्ट विकास दर एप्रीओरी को जानते हैं तो किसी दिए गए मैक्स्इमॅम सेल तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय t पता करने के लिए यह एक सरल गणना है ठीक है यह हमेशा महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से हम मान रहे हैं कि सेल कॉन्सन्ट्रेशन अधिकतम सेल कॉन्सन्ट्रेशन से कम है जो उन परिस्थितियों के सेट के तहत हासिल करना संभव है मुझे लगता है कि हम यहां से साइन ऑफ करेंगे हमने कल्चर ग्रोथ या पापुलेशन ग्रोथ देखी है हमने क्वॉन्टिफ़िकेशॅन इन्सिस्टन्स और समय दरों में चिपके रहने के महत्व को देखा हैकबजब हम सिस्टम डाइनैमिक सिस्टम जैविक प्रणाली सहित जो एक कोशिका है को quantify करते हैं और फिर हमने बैच वृद्धि को देखा और विशिष्ट वृद्धि दर के माध्यम से बैच विकास का क्वॉन्टिफ़िकेशॅन और उस के अनुप्रयोग में एक निश्चित वांछित सेल कॉन्सन्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय का पता लगाने के लिए शुरू किया एक निश्चित सेल कॉन्सन्ट्रेशन से बैच विकास कई उद्योगों कई जैविक उद्योगों का वर्क हॉर्स होता है यहां तक कि आजकल भी बाद में मिलते हैं एक और मॉड्यूल में